अभिवादन और टीचिंग एंड लर्निंग इन जनरल प्रोग्राम पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम इसे TALG कहते हैं आप पूछ सकते हैं कि जब हम सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है हम सभी प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं और शिक्षक संकाय ने अपने कक्षाओं में शिक्षण और सीखने से निपटने के लिए बहुत अनुभव प्राप्त किया है तो हमें इस तरह के कोर्स की आवश्यकता क्यों है आइए हम देखें कि इसके लिए क्या आवश्यक है उच्च शिक्षा के संबंध में हाल के दिनों में कई बातें हुई हैं पहली बात शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा सभी परिवर्तन के लिए केंद्र बिंदु बन गया है जो लगभग 2015 के बाद से हो रहे हैं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पर इस फोकस के परिणाम के रूप में दो चीजें हुईं एक मान्यता है एक प्रक्रिया हालांकि यह उपयोग में है या लंबे समय से इसका उपयोग किया गया है लेकिन मान्यता प्रक्रियाएं स्वयं काफी बदल गई हैं दूसरा आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर 2015 के बाद से भारत में उच्च शिक्षा का ध्यान केंद्रित हो गया है UG और PG दोनों कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थान चाहते हैं कि उनके संस्थान NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त हों नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल वास्तव में NAAC द्वारा एक उच्च शिक्षा संस्थान की मान्यता सभी डिग्री कॉलेजों या विश्वविद्यालयों पर अनिवार्य हो गई है NAAC को 2017 के बाद से सभी सामान्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो कि संस्थान और विश्वविद्यालयों द्वारा पहचाने जाने वाले कुछ प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम को प्राप्त करें इसलिए हम यहां दो शब्द पेश कर रहे हैं जिन्हें प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम कहते हैं जिन्हें हम इस प्रस्तुति के बाद के भाग में विस्तार से बताएंगे उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी शिक्षण और शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई और संचालित की जानी चाहिए ताकि छात्रों को अच्छी तरह से परिभाषित और मापने योग्य परिणाम प्राप्त हो सकें कृपया ध्यान दें कि ध्यान अच्छी तरह से परिभाषित और मापने योग्य परिणामों और उनकी प्राप्ति पर है सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए यह पूरी तरह से नई आवश्यकता है जैसा कि यह कुछ नया है हर किसी को यह जानना होगा कि यह क्या है और इस प्राप्ति का क्या अर्थ है और इसीलिए बहुत अनुभवी संकाय सभी अच्छे संकाय अपनी खुद की कुछ प्रक्रियाओं का पालन करते हैं जो ज्यादातर व्यक्तिगत या सहज रूप से की जाती हैं इस मान्यता की आवश्यकता के साथ साथ संचालन की आवश्यकता के कारण आउटकम बेस्ड एजुकेशन सभी संकायों के लिए OBE और मान्यता से संबंधित इन मुद्दों को समझना आवश्यक हो जाता है और इस ढाँचे में अपने पाठ्यक्रमों की योजना बनाना TALG को इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों की सुविधा के लिए बनाया गया है यह संकाय द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए जैसे कि हम आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक आपके पाठ्यक्रम के अकादमिक पहलुओं का सवाल है वहाँ कुछ थोपा नहीं गया है और कोई आवश्यकता नहीं है आप क्या सिखाना चाहते हैं आप कैसे पढ़ाना चाहते हैं आप यह कैसे हासिल करना चाहते हैं यह अभी भी पूरी तरह से प्रशिक्षक या शिक्षक के हाथ में है लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं वह छात्रों के हित में कुछ प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता है केवल आपको एक प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है लेकिन हर चरण में पाठ्यक्रम के शैक्षणिक पहलुओं या पाठ्यक्रम के सीखने के पहलुओं से संबंधित निर्णय अभी भी प्रशिक्षक के हाथों में हैं इसे स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है यह कोर्स यह सुझाव नहीं दे रहा है कि पूरी बात केवल एक विशेष तरीके से की जानी चाहिए इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षकों को सक्षम बनाना है ताकि वे अपने छात्रों को अच्छे स्नातक बनने में सुविधा प्रदान कर सकें आप अब से भाषा में थोड़ा बदलाव भी देखेंगे क्योंकि जो चल रहा है वह ज्यादातर शिक्षक केंद्रित है शिक्षक तय करता है कि क्या पढ़ाया जाना है किस प्रक्रिया में पढ़ाया जाना है और किस तरह से उसे लगता है कि छात्र बेहतर समझेंगे लेकिन फिर भी उस पूरी प्रक्रिया शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए क्या शिक्षक केंद्रित है जबकि शिक्षार्थी केंद्रित ढांचे की आवश्यकता है कि हर समय आप इस बारे में बात करते हैं कि शिक्षार्थी को क्या करने में सक्षम होना चाहिए क्या वह ऐसा करने में सक्षम है क्या उसने इसे सीखा है मैं यह कैसे मापता हूं कि शिक्षार्थी ने किस हद तक सीखा है तो संपूर्ण भाषा संपूर्ण दृश्य शिक्षार्थी केंद्रित हो जाता है यह शिक्षण और सीखने के पुराने तरीकों से मौलिक बदलाव है अब इस पाठ्यक्रम को 4 मॉड्यूल के रूप में पेश किया जाएगा हम अब केवल 1 मॉड्यूल को देख रहे हैं पहले वाला आउटकम बेस्ड एजुकेशन से संबंधित है अगला यह है कि मैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन ढांचे के संदर्भ में एक पाठ्यक्रम कैसे डिजाइन करूं फिर पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद मैं अपना निर्देश कैसे करूं हम प्रत्येक शब्द को अलग अलग परिभाषित करेंगे फिर अंत में चौथे मॉड्यूल NAAC की मान्यता प्रक्रियाओं से संबंधित है हम एक पाठ्यक्रम का संचालन कैसे करते हैं किसी संस्थान या विभाग को खुद कैसे आचरण करना चाहिए ताकि वे उच्च अंक प्राप्त कर सकें इसका मतलब है मैं NAAC मान्यता ढांचे के अनुसार बेहतर कर रहा हूं जिस तरह से इन मॉड्यूल को डिजाइन किया गया है प्रत्येक मॉड्यूल 1 क्रेडिट के बराबर है जो आधिकारिक तौर पर उस तरह से परिभाषित है प्रत्येक मॉड्यूल को लगभग आधे घंटे के वीडियो व्याख्यान की 20 इकाइयों के रूप में पेश किया जाता है जब आप इस मॉड्यूल में होते हैं तो आप सुन रहे होंगे या आप आधे घंटे की अवधि में से प्रत्येक के बारे में 20 इकाइयों को देख रहे होंगे प्रत्येक इकाई में इकाई के अंत में अभ्यास का एक सेट होगा इन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है हर हफ्ते एक असाइनमेंट दिया जाता है आइए मान लें कि 5 इकाइयां शिक्षण और सीखने के 1 सप्ताह का गठन करती हैं 1 सप्ताह के अंत में आपके पास कुछ असाइनमेंट होंगे जिन्हें सबमिट करने की आवश्यकता है और NPTEL कार्यक्रम द्वारा परिभाषित प्रक्रियाओं द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा यह पाठ्यक्रम सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को सामान्य कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए उपयोगी होगा हम 40 लाख शिक्षकों की गिनती कर सकते हैं जो देश भर में BA BSc BCom और इसी तरह के 3 साल के कार्यक्रमों में पढ़ा रहे हैं संभावित रूप से 40 लाख शिक्षक इस कार्यक्रम के लिए इस मॉड्यूल के लिए दर्शक हैं अध्यापक शिक्षक जो शिक्षण पेशे में प्रवेश करना चाहते हैं वे इसे बेहतर समझ सकते हैं वे समझ सकते हैं कि उनके पेशे का आज के रूप में क्या मतलब है ग्रेजुएट छात्र जो शिक्षा प्रौद्योगिकी में करियर बनाना चाहते हैं कुछ कार्यक्रम हैं जहां छात्र शिक्षा में या शिक्षा प्रौद्योगिकी में भी डिग्री लेते हैं इन दिनों कॉरपोरेट जगत या व्यापार जगत में काफी कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं ऐसी कई कंपनियां हैं जो अस्तित्व में आई हैं जो अपने स्वयं के संगठनों के काम करने वाले कर्मचारियों के लिए छोटे कार्यक्रम तैयार कर रही हैं कॉर्पोरेट्स शिक्षकों और छात्रों को शिक्षा प्रौद्योगिकी उत्पादों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने वाली कंपनियां तो ये सभी संभावित रूप से इस कोर्स के लिए दर्शक हैं मैं प्रोफेसर के रजनीकांत द्वारा दिए गए आदानों और टिप्पणियों को तहे दिल से स्वीकार करना चाहूंगा जिनके साथ मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं और जिनके साथ हम OBE के क्षेत्र में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं मैं उन सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जो OBE कार्यशालाओं में हमारे द्वारा संचालित 30 40 कार्यक्रम हो सकते हैं उसमें भाग लिया उन्होंने अपने बहुत सारे इनपुट दिए हैं और हमने काफी कुछ सीखा है और हम इस पाठ्यक्रम को विकसित करने में उनके योगदान को विशेष रूप से स्वीकार करना चाहेंगे अब हम TALG की संरचना को देखते हैं मॉड्यूल 1 आउटकम बेस्ड एजुकेशन से संबंधित है मॉड्यूल 2 पाठ्यक्रम डिजाइन से संबंधित है मॉड्यूल 3 अनुदेश के बारे में बात करता है और मॉड्यूल 4 मान्यता और यहाँ यदि आप इस पाठ्यक्रम को देखते हैं यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से इस विशेष मॉड्यूल से संबंधित है हम OBE के बारे में बात करते हैं मान्यता क्या है ये परिणाम क्या हैं हम उन्हें कैसे चुनते हैं और फिर वहाँ है जिसे हम सीखने की वर्गीकरण कहते हैं और आप पाठ्यक्रम के परिणाम कैसे लिखते हैं और कैसे आप एक प्रत्याशा से इन परिणामों की प्राप्ति को मापते हैं यह TALG की संरचना है अब क्या होता है जब मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 और 4 भी तैयार हो जाते हैं उन सभी के लिए मॉड्यूल 1 आधार बन जाएगा मैं पाठ्यक्रम डिजाइन के माध्यम से जाने के बिना इस मॉड्यूल को संभालने में सक्षम हो सकता हूं लेकिन फिर भी मॉड्यूल 1 इन के लिए एक आधार बन जाता है उसी तरह से मॉड्यूल 4 के लिए न्यूनतम आवश्यकता मॉड्यूल 1 है चाहे वे इन 2 से गुजरते हों इन 3 मॉड्यूल को बाद के चरण में जोड़ा जाएगा यह TALG की संरचना है अब TALG को थोड़ा और विस्तृत स्तर पर समझते हैं जैसा कि हमने कहा कि इस पाठ्यक्रम के लिए 4 मॉड्यूल छात्र अभ्यास कर रहे हैं और शिक्षक बनने की आकांक्षा कर रहे हैं इस पाठ्यक्रम के अंत में यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन और उच्च शिक्षा के सामान्य कार्यक्रमों के परिणामों की प्रकृति को समझ गए हैं अब यहाँ हम सामान्य कार्यक्रमों का उपयोग कर रहे हैं सामान्य कार्यक्रम जो वास्तव में नहीं है हमने इसे किसी विशेष स्थान पर एक मानक शब्द के रूप में नहीं पाया है क्योंकि सभी पेशेवर कार्यक्रम जैसे आपके पास नर्सिंग चिकित्सा दंत चिकित्सक है या आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंजीनियरिंग है ये सभी पेशेवर पाठ्यक्रम हैं और हम उन्हें गैर पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में नहीं बुलाना चाहते थे ये कुछ अर्थों में भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं लेकिन क्योंकि इन कार्यक्रमों के स्नातक एक बार एक प्रकार के पेशे में नहीं जा रहे हैं और इसीलिए हम उन्हें सामान्य कार्यक्रम कहते हैं इसलिए जब हम सामान्य कार्यक्रम कहते हैं तो कृपया इस शब्दावली को स्वीकार करें इसलिए इसका पहला आउटकम यह है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन की प्रकृति को समझें और उच्च शिक्षा के सामान्य कार्यक्रमों के आउटकम और इसका अगला आउटकम एंडरसन ब्लूम टैक्नोमी और सीखने के 3 डोमेन को समझना है यह हम विस्तार से बताएंगे कि हर शिक्षक जो भी स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण और सीखने के संबंध में वास्तव में एक प्रवचन के लिए परिचित होना चाहिए सीखने की समझ के संबंध में एक दूसरे से बात करने के लिए आपको कुछ शब्दावली और कुछ सामान्य शब्दों की आवश्यकता होती है और फिर अगला आउटकम है एक सामान्य कार्यक्रम में एक पाठ्यक्रम के आउटकम लिखें जो प्रोग्राम आउटकम्स और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स के उपसमुच्चय है जो संस्थान और कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विभाग द्वारा चुना गया है इसका क्या अर्थ है सामान्य कार्यक्रमों के लिए प्रोग्राम आउटकम्स या तो विश्वविद्यालय या एक स्वायत्त संस्थान द्वारा लिखे जाते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स कार्यक्रम की पेशकश करने वाले एक विशेष विभाग के अध्ययन के बोर्ड द्वारा लिखे गए हैं तो क्या होता है या तो विशेष प्रशिक्षकों की मदद से अध्ययन बोर्ड एक पाठ्यक्रम के आउटकम लिखेंगे कैसे लिखना है कि वे किस प्रकार की संरचना का अनुसरण करने जा रहे हैं इस विशेष आउटकम CO 3संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा स्लाइड समय देखें 1621 अब हम मॉड्यूल 2 को देखते हैं जिस पर हम मॉड्यूल 1 के मामले में काम नहीं करेंगे लेकिन पूरे पाठ्यक्रम CO4 को ADDIE के निर्देश प्रणाली डिजाइन ढांचे में सामान्य कार्यक्रम में एक पाठ्यक्रम डिजाइन करने के साथ पेश करते हैं ADDIE का विश्लेषण एनालाइज डिजाइन डेवलप इंप्लीमेंट और इवेल्युवेट है यह वह ढांचा है जिस पर अभी हम विस्तार से नहीं बताएंगे लेकिन ADDIE के ढांचे में एक पाठ्यक्रम कैसे डिजाइन किया जाए और अगले एक CO5 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा डिजाइन एसेसमेंट है जो कोर्स आउटकम्स के साथ अच्छे संरेखण में है आप अपने एसेसमेंट को कैसे डिज़ाइन करते हैं हम बाद के भाग में इस एसेसमेंट के मुद्दों के बारे में बात करेंगे और फिर मॉड्यूल 3 जहां हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं हम कोर्स आउटकम्स और दक्षता प्राप्त करने के लिए मेरिल के सिद्धांतों का पालन करते हुए डिजाइन इंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कोर्स आउटकम्स एसेसमेंट और इंस्ट्रक्शन के बीच अच्छा संरेखण सुनिश्चित करते हैं पूरा मॉड्यूल इंस्ट्रक्शन के लिए समर्पित है मॉड्यूल 4 सीधे संस्थान में NAAC मान्यता के लिए तैयार करते हैं अब NAAC ने मानदंडों के पूरे सेट को परिभाषित किया है और इसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है इसका अर्थ है सभी संकायों को IQAC नामक एक इकाई के साथ भाग लेना होगा संस्थान का एक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र और इसके साथ काम करना होगा जो NAAC मान्यता के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करना ठीक है इसलिए मोटे तौर पर ये 4 मॉड्यूल हैं जो इस पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे जैसा कि मैंने कहा कि हम केवल इसमें 1 मॉड्यूल देख रहे हैं अब यह प्रस्तुत किया गया है अब मॉड्यूल 1 पर आते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन OBE के रूप में संक्षेप में कि हम TALG के OBE का उपयोग करने जा रहे हैं यह समझने की आवश्यकता है कि अच्छे स्नातकों की क्या विशेषताएं हैं हम केवल 1 पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा रहे हैं जब BA या BSc कार्यक्रम की बात आती है तो अंत में वह एक स्नातक बनने जा रहा है और एक अच्छे स्नातक की विशेषताएं क्या हैं हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और फिर ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम सभी उपयोग करते हैं लेकिन ये कुछ हद तक शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं जो बहुत विशिष्ट तकनीकी शब्द हैं इसलिए हम इन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे एजुकेशन टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन और एसेसमेंट सभी वे हैं जिन्हें हम शिक्षण और सीखने के मूल तत्व कहते हैं और फिर हम औपचारिक रूप से आउटकम बेस्ड एजुकेशन को देखते हैं और फिर एक सामान्य कार्यक्रम में आउटकम के स्तर को देखते हैं जहाँ हम प्रोग्राम आउटकम प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और कोर्स आउटकम पेश करेंगे और फिर मान्यता की क्या भूमिका है फिर हम सीखने की वर्गीकरण को समझने में बहुत समय बिताते हैं अभी इसे एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है जो कि हम यहां अनुसरण करते हैं हालांकि कई टैक्सोनॉमी हैं भारत और कई पश्चिमी देशों में अब हम इस टैक्सोनॉमी का पालन कर रहे हैं वास्तव में UGC के अनुसार हाल ही में प्रत्यक्ष रूप से दस्तावेज है जो हमें एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी का पालन करने को बोलते हैं और इस मॉड्यूल को प्रोग्राम आउटकम प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और कोर्स आउटकम के लेखन की आवश्यकता है इस मॉड्यूल के अंत में सीखने वाले 3 आउटपुट इन सभी का उत्पादन करेंगे यह मॉड्यूल 1 का वर्णन है अब हम आते हैं कि स्नातक क्या करते हैं ऐसा नहीं है बता दें कि डॉक्टरी की पढ़ाई के मामले में व्यावहारिक रूप से 99 प्रतिशत स्नातक डॉक्टर बन सकते हैं जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो यह 99 प्रतिशत नहीं हो सकता है लेकिन 80 प्रतिशत स्नातक ऐसा पेशा अपनाएंगे जो मोटे तौर पर इंजीनियरिंग से संबंधित है चाहे वह विशेष इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम विशेष रूप से कहते हैं या मैनेजमेंट की तरह थोड़ा परिधीय की तरह हो सकता है जबकि सामान्य कार्यक्रमों के संबंध में ऐसा कुछ संभव नहीं है बहुत से लोग सिर्फ सामान्य शिक्षा के लिए कहे जाने वाले डिग्री को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं जो कि यह है वे किसी भी तरह के व्यवसाय का चयन कर सकते हैं इसलिए उन लोगों का प्रतिशत जो विशेष रूप से अनुशासन में उच्च स्तर के कार्यक्रमों में जाएंगे जहां उन्होंने डिग्री ली है 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है हालांकि यह एक सटीक आंकड़ा नहीं है लेकिन एक सांकेतिक आंकड़ा है तो क्या होता है स्नातक क्या करते हैं वे उच्च शिक्षा के लिए जाना पसंद कर सकते हैं उनमें से कुछ के रूप में मैं ने कहा कि 20 से 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है और उच्च शिक्षा के लिए जाने के बाद वे शोधकर्ता बन सकते हैं या BSc या BA या MA या MSc के बाद वे कुछ अनुसंधान सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जैसे प्रयोगशाला सहायक या तकनीकी अधिकारी एक अनुसंधान प्रयोगशाला में कम संख्या में शिक्षक भी बनेंगे और उनमें से कुछ एक प्रशासनिक नौकरी ले लेंगे एक निजी कंपनी या एक सरकारी संगठन में उनमें से बड़ी संख्या में ऐसा होता है और परिवार की पृष्ठभूमि के आधार पर एक छोटी संख्या होती है जो आप अपनी इच्छा या अपनी रुचि के अनुसार व्यवसायी बन सकते हैं और अभी भी उनमें से एक छोटी संख्या MBA जैसे पेशेवर कार्यक्रमों में जाते हैं उदाहरण के लिए कोई भी डिग्री धारक MBA प्रोग्राम या सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा में जा सकता है और IAS IPS IRS वगैरह जैसी सेवाओं में शामिल हो सकता है बेशक यह बहुत छोटी संख्या होगी अब यह देखा गया है कि स्नातक क्या करते हैं लेकिन अब एक अच्छे स्नातक की क्या विशेषताएं हैं जो आमतौर पर नियोक्ताओं द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है एक स्नातक के रूप में यदि आप नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए जाते हैं नियोक्ता को किन चीजों की तलाश है यह सिर्फ एक तरह का एक सर्वेक्षण है जो जरूरी नहीं कि एक विस्तृत सूची हो बल्कि सांकेतिक हो पहले आपको एक शिक्षण का ज्ञान होना चाहिए जहां भी वह स्नातक हो यदि उसने अर्थशास्त्र में BA किया है तो उसे अर्थशास्त्र के शिक्षण का ज्ञान होना चाहिए यहां तक कि नौकरी वास्तव में इस मामले में अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है नौकरी को सीधे अर्थशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब आप एक शिक्षण को ठीक से सीखते हैं तो क्या होता है वहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्राप्त करेंगे उदाहरण के लिए आप निष्कर्ष कैसे निकालते हैं आपको क्या लगता है कि निष्कर्ष क्या हैं किसी निष्कर्ष पर आने में और वे किस हद तक मान्य हैं बहुत सारे प्रक्रियाएं जो उस शिक्षण को सीखने में शामिल होंगी वे हमेशा आपके द्वारा किए जाने वाले काम में उपयोगी होंगेI यही कारण है कि एक शिक्षण में ज्ञान होने के बावजूद आप पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उस शिक्षण से संबंधित नौकरी नहीं करने जा रहा हूं और एक अच्छी तरह से परिभाषित या खराब ढंग से परिभाषित समस्याओं को हल करने की क्षमता वास्तविक दुनिया में कभी कभी हमें अच्छी तरह से परिभाषित समस्याएं मिलती हैं और ज्यादातर हमें खराब ढंग से परिभाषित समस्याएं मिलती हैं तो आप एक खराब ढंग से परिभाषित समस्या को कैसे संभालते हैं और किसी भी नौकरी में आप अपने साथ कुछ ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं भले ही आप एक कार्यालय में काम कर रहे हों और आप कुछ विशेष प्रसंस्करण को संभाल रहे हों जिन ग्राहकों ने एक ही कार्यालय के भीतर या कार्यालय के बाहर जमा किया है तो वे आपके ग्राहक बन जाते हैं तो आपको ग्राहक की जरूरतों को समझना होगा जो किसी भी नौकरी के लिए एक सामान्य आवश्यकता है और फिर कोई भी काम कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जाता है कोई भी एक व्यक्ति एक कंपनी की तरह की चीज नहीं चलाता है या एक कार्यालय चलाता है हमेशा लोगों की एक टीम होती है शायद एक पदानुक्रमित विधान में आयोजित किया जाता है लेकिन आपको एक टीम में काम करने की आवश्यकता है एक टीम में काम करने की क्षमता आज की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण है हम थोड़ा बाद में विस्तार से बताएंगे और फिर आप किस प्रकार की नौकरी करते हैं आपको कुछ कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखने और दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है और आपको प्रभावी रूप से योजना बनाने और संवाद करने में भी सक्षम होना चाहिए यदि आप अपने स्वयं के टीम के सदस्यों या अपने ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर सकते हैं तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं या आप सेवा प्रदान करने की तुलना में दूसरों को अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं और फिर विशेष रूप से आज की दुनिया में चूंकि तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भी कार्यालय की नौकरियां सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर प्रमुखता से निर्भर हैं और इसके साथ ही जो प्रक्रियाएँ आप कर रहे हैं वे भी हर समय बदलती रहती हैं इसलिए आवश्यकताओं में से एक यह है कि आप अपनी डिग्री को अंतिम डिग्री नहीं मान सकते हैं और यह की आपको कुछ भी सीखना नहीं है तो एक व्यक्ति को नौकरी पर हर समय सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए तो सीखने अपने आप सीखने की क्षमता जीवन भर की आवश्यकता है और आम तौर पर एक अच्छे स्नातक को कार्य स्थान के सभी पहलुओं में रुचि और जागरूकता होनी चाहिए जो भी आप नौकरी करते हैं आपकी नौकरी से संबंधित सभी मुद्दों पर एक कार्य स्थान है आपके पास एक पदानुक्रम है तुम्हारा एक बड़ा कॉर्पोरेट में एक शाखा कार्यालय हो सकता है जो कुछ भी है कार्य स्थान के सभी पहलुओं में से एक को समझने या जागरूकता की आवश्यकता है यहां तक कि इस तरह का ज्ञान आपकी नौकरी की रक्षा के लिए आवश्यक है अचानक तकनीक बदल गई है और आपकी नौकरी अप्रासंगिक हो सकती है और यदि यह एक निजी नौकरी है तो आप खुद को सड़क पर पा सकते हैं इसलिए कार्य स्थान के सभी पहलुओं में रुचि और जागरूकता होनी चाहिए अब हम विशिष्ट के लिए आते हैं किसी भी सामान्य कार्यक्रम के लिए कुछ ज्ञान कौशल और व्यवहार को ठीक करना आवश्यक हैI उन्हें प्रदान करने की आवश्यकता होती है और आप किसको प्रदान करते हैं 12 कक्षा के स्नातकों के लिए इसलिए वे एक अच्छे स्नातक की विशेषताओं का अधिग्रहण करते हैं जो कि किसी भी सामान्य कार्यक्रम का उद्देश्य है जाहिर है आप एक विशेष शिक्षण में कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं यह एक विकल्प है कि छात्र वह शिक्षण चुनता है जिसे आप जाना चाहते हैं लेकिन कार्यक्रम 12 वीं कक्षा के स्नातकों को बुलाते हैं ताकि आप उनकी विशेषताओं को जान सकें एक अच्छा स्नातक जो मोटे तौर पर किसी भी सामान्य कार्यक्रम का उद्देश्य है अब हम आपको जो करवाना चाहते हैं वह एक अभ्यास है यह स्वतंत्र है इसमें असाइनमेंट नहीं है जो कि एक तरह का चिह्नित होगा यह आपके लिए यह समझना है कि अच्छा स्नातक क्या है आपके शिक्षण के कार्यक्रम से उसके द्वारा चुने गए व्यवसाय पथ के संबंध में आपका पसंदीदा अच्छा स्नातक कौन है मान लीजिए कि हम रसायन विज्ञान विभाग के शिक्षक हैं अब आप रसायन विज्ञान BA BSc कार्यक्रम से एक अच्छे स्नातक को देख सकते हैं वे उच्च शिक्षा में जा सकते हैं या फिर स्नातकोत्तर या अनुसंधान में नहीं जा सकते हैं लेकिन फिर भी एक अच्छा स्नातक है क्या आपके पास ऐसा कोई एक व्यक्ति है और मैं पहचानने के बाद कुछ शब्दों में लिख सकता हूं कि आप उसे अच्छे स्नातक को क्यों मानते हैं और यदि आप साझा करते हैं तो धन्यवाद करेंगे कि आप जो भी लिखते हैं आप उन्हें अच्छा स्नातक क्यों मानते हैं यह हमारे लिए अच्छा इनपुट होगा यदि आप इस विशेष ईमेल पर प्रशिक्षक के साथ साझा करते हैं और फिर हम अगली इकाई में इसका अनुसरण करने जा रहे हैं हम एजुकेशन और टीचिंग के शब्दों को देखते हैं जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हम परिचित शब्दों एजुकेशन टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन और एसेसमेंट को देखने जा रहे हैं इसलिए हम विशेष रूप से एजुकेशन और टीचिंग गतिविधियों पर अगली इकाई में ध्यान केंद्रित करेंगे ध्यान देने के लिये धन्यवाद